छात्रों का स्वागत करते हैं पिछली कक्षा में मानक लागत की चर्चा को बंद करने के बाद अब हम एक और तकनीक का उपयोग करेंगे या किसी अन्य तकनीक के बारे में जानेंगे जो कि आमतौर पर प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है सीमांत लागत सीमांत लागत अलग स्थिति से निपटने और विभिन्न स्थितियों में निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही उपयोगी प्रभावी उपकरण है एक प्रतिस्पर्धी बाजार हो सकता है या यह मौजूदा उत्पाद के साथ नए बाजार में प्रवेश करने या मौजूदा बाजार में एक नए उत्पाद को पेश करने की स्थिति हो सकती है तो बाजार में जो भी स्थिति है हम इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं यदि अन्य तकनीकों का उपयोग करना संभव नहीं है तो यह सीमांत लागत क्या है सीमांत लागत वह है जहां हम केवल कुल लागत को दो व्यापक घटकों परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत में विभाजित करके निर्णय लेते हैं हम कुल लागत को एक तरह से नहीं लेते हैं या गणना नहीं करते हैं जैसा कि हम अब्सॉर्प्शन लागत प्रणाली या कुल लागत प्रणाली के तहत गणना करने के बारे में सीख रहे हैं कुल लागत प्रणाली में यदि आप पहले विषय को याद करते हैं तो हमने कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ़ कॉस्ट के बारे में बात की थी वहां हम सीखते हैं कि उत्पादन की कुल लागत की गणना कैसे की जाती है और हमने किसी उत्पाद के संबंध में दोनों परिवर्तनीय और निर्धारित लागत को ध्यान में रखा है और इसे भी लिया जाना चाहिए क्योंकि कुल लागत या उत्पादन की प्रति इकाई की गणना करते समय दोनों लागतों को शामिल किया जाना चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि आम तौर पर हम अवशोषणअब्सॉर्प्शन लागत प्रणाली का पालन करते हैं क्योंकि सीमांत लागत कुल लागत प्रणाली का विकल्प नहीं है उसके लिए कुल लागत प्रणाली का सही विकल्प और कुल लागत प्रणाली की सीमाओं को ठीक करे तो वो एक्टिविटी बेस्ड लागत प्रणाली है जो अगला विषय होगा जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करुंगा लेकिन यदि आप कुल लागत प्रणाली और इसके विकल्प के रूप में एक्टिविटी बेस्ड लागत प्रणाली को लागू करने की बात करते है तो ये सभी संगठनों के लिए बहुत आसान और बहुत सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसकी तकनीकी जटिल है और किसी भी रूप में उनके सिस्टम को लागू करने की लागत राशि बहुत अधिक है इसलिए आम तौर पर हम कुल लागत प्रणाली या एक सामान्य बाजार की स्थिति में एक सामान्य दृष्टि स्थिति में अब्सॉर्प्शन लागत प्रणाली का पालन करते हैं जब कभी कभी बाजार बदलते हैं या बाजार की गतिशीलता शायद बदल जाती है क्योंकि इसके कारण कुछ नए खिलाड़ी बाजार में आ गए हैं और मौजूदा खिलाड़ियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं की संख्या के साथ बाजार आपूर्ति में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में प्रतियोगिता बढ़ती है और आपको लागत के संबंध में निर्णय के साथ सामना करना पड़ता है इसके लिए आपको उत्पादन की लागत को कम करना होगा और फिर अपने मार्जिन को जोड़ने के लिए आपको मूल्य निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को पढ़ना होगा बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण यह अस्थायी हो सकता है क्योंकि बाजार के नेताओं में नए खिलाड़ियों के प्रवेश के लिए बाजार की गतिशीलता नए खिलाड़ियों में बहुत कुशल होती है क्योंकि वे बाजार में मौजूदा खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं तो उस स्थिति में यह संभव हो सकता है कि जब नया खिलाड़ी जहां ताकत पूर्ण शक्तिशाली खिलाड़ी हो वह इसी प्रकार की सेवाओं या कभी कभी बेहतर सेवाओं के साथ बाजार में आता है तो मौजूदा खिलाड़ियों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उस स्थिति में मौजूदा खिलाड़ियों के साथ या तो बाजार से बाहर जाने का विकल्प है या अपने स्वयं के विश्वासों और अपने उत्पाद और सेवाओं के साथ एक कड़ी प्रतिस्पर्धा बाजार प्रदान करने की आवश्यकता है और वो बाज़ार में नए खिलाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करें जो बहुत मजबूत हो सकता है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत या बहुत प्रभावी खिलाड़ी हो सकता है लेकिन अगर फर्म बाजार में रहती है और प्रतियोगिता प्रदान करती रहती है जो कभी कभी सबसे बड़े और बहुत मजबूत खिलाड़ियों को मजबूर किया जा सकता है भले ही वो जिस भी स्तर पर काम कर रहे हो अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत ही दिलचस्प स्थिति या एक बहुत ही दिलचस्प मामला बताता हूँ मोबाइल टेलीफोन क्षेत्र में Jio दूरसंचार की इस प्रविष्टि से पहले बाजार में हमारे अलग अलग खिलाड़ी थे और आपने देखा होगा कि उस समय मोबाइल सेवाओं की कीमत क्या थी और बात करने की समय सीमा जो हमें दूसरी कंपनियों जैसे एयरटेल वोडाफोन या आइडिया या शायद दूसरी छोटी कंपनियों द्वारा दिया जा रहा था उस समय कीमत क्या थी शायद हम प्रति माह समान उपयोग कर रहे हैं हमें पूरे महीने के लिए 15 जीबी 2 जीबी डेटा दिया जा रहा था और उसकी कीमत कहीं 300 और 350 रुपये थी इसलिए यही स्थिति थी क्योंकि एयरटेल भी अपनी सेवाओं का मूल्य निर्धारण कर रहा था उसी तरह वोडाफोन भी अपनी सेवाओं का मूल्य निर्धारण कर रहा था और आइडिया भी अपनी सेवाओं की कीमत उसी तरह तय कर रही थी लेकिन जब Jio एक बहुत ही शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में बाजार में आया और शुरुआत में उन्होंने अपनी सेवाएँ लोगों को मुफ्त में देनी शुरू कर दीं और बाद में जब उन्होंने इसकी कीमत भी चुकानी शुरू कर दी तो उन्होंने इतने निम्न स्तर की कीमत लगाई कि यह मौजूदा दिग्गज के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया सबसे बड़ा खिलाड़ी जो Airtel और अन्य दो कंपनियां हैं वोडाफोन और आइडिया को Jio और बाजार के अन्य खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा के खिलाफ लड़ने के लिए एक संयुक्त उद्यम के साथ प्रवेश करना था अब इस मामले में उस स्थिति का मतलब है जब बाजार में Jio आया था हर कोई जानता था कि यह रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत शक्तिशाली बहुत मजबूत खिलाड़ी शक्तिशाली के रूप में आ रहा है और यदि किसी मौजूदा या नए क्षेत्र में रिलायंस किसी भी कंपनी के प्रमोटर हैं तो मौजूदा खिलाड़ी को इस बारे में सोचने का एक कारण है कि इस दिग्गज द्वारा उन्हें दी गई प्रतियोगिता से कैसे निपटा जाए Jio ने बाजार में बहुत बाद में स्टेज पर प्रवेश किया एयरटेल बाजार में है Airtel भारत में टेलीफोन की दुनिया में पहला मोबाइल है जिसके बाद Idea वोडाफोन Jio बहुत देर से बाजार में आया उन्होंने बाजार में प्रवेश किया देर से ही सही लेकिन हर कोई यह जानता था कि जब इसे बाजार में एक बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप बाजार में Jio की एंट्री को इतने हल्के ढंग से नहीं ले सकते इसलिए आपको यह नहीं सोचना है कि बाजार में कैसे बचे इसलिए Jio एक शुरुआती प्रस्ताव के रूप में आया यह शुरू में मुफ्त के रूप में आया था उन्होंने बढ़ाया वे इसे बढ़ाते रहे लेकिन प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के कारण अब उन्हें अपनी सेवाओं का मूल्य निर्धारण करना था क्योंकि एक सीमा से अधिक आप अपनी सेवाओं को उस मूल्य पर वितरित नहीं कर सकते जो लागत से कम या मुफ्त हो यह संभव नहीं है यदि आप ऐसा करना जारी रखते हैं जो बाजार के लिए संप्रेषित होता है जिस भावना से बाजार को सूचित किया जाता है वह यह है कि आप बाजार से मौजूदा प्रतिस्पर्धा या बाजार के मौजूदा खिलाड़ी को समाप्त करना चाहते हैं और जब ये खिलाड़ी हट जायेंगे या बाजार से बाहर हो जाएंगे तो फिर आप कीमत बढ़ा देंगे और ग्राहकों का शोषण करेंगे तो यह अनुमति नहीं है इसलिए कि कुछ समय के लिए अनुमति दी गई थी और प्रिडेटोरी प्राइसिंग के तहत एक नकारात्मक मूल्य निर्धारण प्रणाली को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है कि उस खंड के तहत सभी प्रिडेटोरी प्राइसिंग Jio को अपनी सेवाओं का मूल्य निर्धारण शुरू करने के लिए कहा गया था और फिर बाजार में प्रतिस्पर्धा करना था और यहां तक कि आप देखते हैं कि वे आज भी मूल्य निर्धारण करते है आज वे आपको प्रति दिन 15 GB डेटा देते हैं वह डेटा जो हमें एयरटेल वोडाफोन आइडिया द्वारा दिया गया था हमें पूरे महीने के लिए 15 GB या 2 GB या 3 GB डेटा बहुत अधिक कीमत पर दिया गया था उसी डेटा का 15 GB डेटा जो आप उपयोग कर रहे हैं पूरे महीने का मतलब है कि प्रति दिन डेटा जो कि 15 GB डेटा है आप उपयोग कर सकते हैं और आपका टेलीफोन उनके सिस्टम की मदद से चल रहा है और आपका इंटरनेट भी उनके सिस्टम की मदद से काम कर रहा है तो यहां तक कि आप Jio 449 रुपये का एक प्लान खरीदते हैं और मैं किसी कंपनी के लिए विज्ञापन नहीं कर रहा हूं लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि आप 449 रुपये का मासिक प्लान खरीदते हैं जो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा देता है और प्रति दिन 15 जीबी डेटा खरीदता है जो बाजार में Jio के प्रवेश से पहले संभव नहीं था जब Jio बाज़ार में आया तो Airtel को पूरे मूल्य प्रणाली को फिर से निर्धारित करना होगा वोडाफोन को पूरे मूल्य निर्धारण प्रणाली को फिर से करना होगा फिर Idea को करना होगा बाज़ार प्रणाली में बने रहने के लिए पूरे मूल्य निर्धारण प्रणाली को फिर से करना होगा क्योंकि उनका मतलब है कि जिओ ने उनके मूल्य निर्धारण प्रणाली को रद्द कर दिया लेकिन आइडिया और वोडाफोन ने पाया कि व्यक्तिगत रूप से इस प्रतियोगिता से लड़ने से बाजार संभव नहीं हो सकता है तो चलिए एक संयुक्त उद्यम बनाते हैं जिसने एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया और अब वे सामूहिक रूप से बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं अब मोबाइल टेलीफोनी के मूल्य निर्धारण में दोनों संचार शुल्क और इंटरनेट बाजार में इस बड़े खिलाड़ी के प्रवेश के बाद गंभीर रूप से कम हो गए हैं अब उदाहरण के लिए यदि एयरटेल Jio के मूल्य निर्धारण से मेल नहीं खा रहा था या Idea और Vodafone Jio के मूल्य निर्धारण से मेल नहीं खा रहे थे तो उनके दिमाग में एक विकल्प वहां से बाहर जाना था लेकिन चूंकि मौजूदा खिलाड़ियों के लिए बहुत आसान नहीं है कि सबसे बड़े खिलाड़ी को तुरंत बाजार से बाहर जाना पड़े इसलिए वे अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं और फिर उन्हें अपनी पूरी लागत प्रक्रिया को फिर से करना पड़ता है सामान्य तौर पर मैंने आपको इस चर्चा की शुरुआत के बारे में बताया कि हमें उत्पादन या सेवा की कुल लागत या उस सेवा प्लस मार्जिन को उत्पन्न करना है ताकि मूल्य पर काम हो सके क्योंकि लागत मूल्य निर्धारण का आधार है मतलब लागत और मार्जिन प्रति यूनिट बिक्री मूल्य है लेकिन कभी कभी यह संभव हो सकता है कि फर्मों के लिए उत्पादन की पूरी लागत को पुनर्प्राप्त करना संभव नहीं है जो कि परिवर्तनीय और निश्चित लागत दोनों है और वे जानते हैं कि कुछ समय के लिए इस प्रतियोगिता को बनाए रखना है फिर आने वाले समय में यहां तक कि मौजूदा दिग्गज जो सेवाओं को मुफ्त में दे रहे हैं या शायद कम आश्चर्य की बात है इनकी तुलना कीमत को बढ़ाने और उच्च कीमत वसूलने के लिए की जाएगी लेकिन उस समय तक जब तक कि कंपनी उत्पादों या सेवाओं का मूल्य निर्धारण शुरू नहीं करती या वे बाजार में बने रहने के लिए कीमत बढ़ा देते हैं अब यदि आप बाजार में बने हुए हैं और आप उत्पादन की कुल लागत को कम करने में सक्षम नहीं हैं तो आप सीमांत लागतमार्जिनल कॉस्टिंग की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं हम कुछ अवधि के लिए क्या करते हैं जब बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है तो आप कुछ समय के लिए अपने लाभ को भूल जाते हैं दूसरा कदम तब आपको यह उठाना होगा कि आपको कुछ समय के लिए निश्चित लागत को भूल जाना पड़ सकता है और केवल आपको अपने उत्पाद को केवल परिवर्तनीय लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण करना होगा और फिर मैं सीमांत लागतों के बारे में बात करता हूं जिसका अर्थ है कि एक परिवर्तनीय लागत प्रणाली ताकि आपको उस दृश्य के बारे में सोचना पड़े अगर मैं परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हूं कि लागत कितनी है मैं सेवा के उस उत्पाद को बनाने के लिए आवर्ती लागत में वृद्धि कर रहा हूं भले ही मैं उसे पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हूं और मैं निर्धारित लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूं और लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं हूं और यह घटना बाजार में बहुत कम समय की लिए है फिर आपको इस स्थिति में सीमांत लागत का उपयोग करना चाहिए आप गणना करते हैं कि पूरी लागत को दो घटकों में परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत में विभाजित किया जाए निश्चित लागत हम इसे संक लागत के रूप में कहते हैं आप उस उत्पादन के लिए जाते हैं जब तक कि कंपनी को मौजूदा बाजार में निर्धारित लागत का भुगतान करना पड़ता है इसे टाला नहीं जा सकता लेकिन परिवर्तनीय लागत तभी होती है जब आप सेवाओं के उत्पादन के लिए जाते हैं जबकि निर्धारित लागत किसी भी मामले में होनी चाहिए चाहे आप शटर को बंद करे या उस व्यवसाय को बंद करना चाहते हैं या आप बाजार में रहना चाहते हैं और प्रतियोगिता करते हैं तो कुछ समय के लिए लाभ को भूल जाते हैं कुछ समय के लिए निर्धारित लागत को भूल जाते हैं यह देखते हुए कि यह संक लागत है और आप केवल परिवर्तनीय लागत के आधार पर केवल अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण शुरू करते हैं उदाहरण के लिए यह कहते हैं कि पहले हम एक उत्पाद बेच रहे थे यदि यह एक ऐसी स्थिति है जो आप बाजार में 15 रुपये प्रति यूनिट के लिए एक उत्पाद बेच रहे हैं जो हमारी बिक्री लागत है और विक्रय मूल्य में आपके आठ रुपये परिवर्तनीय लागत दो रुपये निश्चित लागत है और पांच रुपये लाभ है ये 3 हैं इसलिए 15 रुपये प्रति यूनिट अंततः बिक्री मूल्य है हमने जो फैसला किया है और हम प्रति यूनिट बाजार में उत्पाद बेच रहे हैं अब एक नया खिलाड़ी है जो बाजार में आया है और उस खिलाड़ी ने अपने उत्पाद को 9 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया है जो उत्पाद बाजार में 15 रुपए में बिक रहा है अब वे बाजार में 9 रुपये में आपकी प्रतियोगिता बेच रहे हैं आपको पता है कि 9 रुपये में बेचना भी नए खिलाड़ी के लिए संभव नहीं है लेकिन नया खिलाड़ी जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि अगर मैं उत्पाद का मूल्य निर्धारण शुरू करता हूं तो यह इतनी कम कीमत है और इसे लोगों को पेश करने का मतलब होगा कि बाजार में मौजूदा खिलाड़ी के ग्राहक मेरे पक्ष में आ जायेंगे और बाद में जब मैं बाजार में छोटी कंपनियों को बाहर कर दूँगा तो मैं कीमत 15 रुपये या 16 रुपये करुंगा और फिर पूरे नुकसान की वसूली करुंगा या हो सकता है कि अतीत में मैंने जो भी कीमत की सबक वसूली की है अब यह विक्रेता बाजार में आते है और 9 रुपये प्रति यूनिट है मौजूदा खिलाड़ी के लिए 15 रुपये प्रति यूनिट के लिए बेचने के लिए आया है उनकी लागत 8 रुपये एक परिवर्तनीय लागत के रूप में प्रति यूनिट एक निश्चित लागत के रूप में 2 रुपये और 5 रुपये मार्जिन वे कमाते हैं अब वे दो विकल्प उपलब्ध हैं या तो व्यापार को बंद करे शटर खीचे और बाजार से बाहर चले जाते हैं या उन्हें लगता है कि वे अभी भी प्रतियोगिता लड़ सकते हैं इस कंपनी को भी बाद में कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है तो उन्हें कुल लागत प्रणाली को देखना होगा परिवर्तनीय लागत 8 रुपये आपको इसे पुनर्प्राप्त करना होगा आप परिवर्तनीय लागत की वसूली के बिना बाजार में रहने की सोच को याद नहीं कर सकते आप अपनी जेब से लागत का भुगतान नहीं कर सकते हैं जो भी उस उत्पाद के निर्माण के लिए उस सेवा को बनाने की परिवर्तनीय लागत है आपको उस 9 रुपये में वहां से वसूल करना है हम यह देख पा रहे हैं कि हम परिवर्तनीय लागत वसूल करने में सक्षम हैं 2 रुपये निर्धारित लागत है हम कितना 1 रुपया वसूल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इसे 9 रुपये प्रति यूनिट तक लाने में सक्षम हैं अब हम क्या नहीं कर पा रहे हैं 1 रुपये निर्धारित लागत और 5 रुपये लाभ के रूप में है जो प्रति यूनिट 6 रुपये है इसलिए बाजार से बाहर जाने के बजाय और अगर आपको लगता है कि यह मूल्य अल्पकालिक मूल्य निर्धारण है तो इसका उपयोग केवल नए खिलाड़ी द्वारा मौजूदा खिलाड़ियों को हटाने या मौजूदा खिलाड़ी को बाजार से बाहर करने के लिए किया जाता है उस स्थिति में यदि आपको लगता है कि भविष्य में सुधार की गुंजाईश है तो आप मूल्य निर्धारण प्रणाली को फिर से शुरू कर देंगे और आप यह भी कह सकते हैं कि अपने उत्पाद को 9 रुपये प्रति यूनिट पर पुनर्निर्मित करें जब भी प्रतियोगी यह देखेगा कि मेरे सभी प्रतियोगी 9 रुपये प्रति यूनिट पर उत्पाद बेच रहे हैं और मौजूदा कंपनियों के ग्राहक नए खिलाड़ी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो यह कब तक संभव हो सकता है कि नए खिलाड़ी भी उस नुकसान को बनाए रखने में सक्षम हो सके इसलिए मौजूदा कंपनियाँ भी उस रणनीति मूल्य निर्धारण की रणनीति के बारे में सोच सकती हैं जो मैंने इस्तेमाल की थी कीमत को घटाकर 9 रुपये कर सकती है ऐसा मौजूदा मार्केटर और अन्य मौजूदा प्रतिस्पर्धी भी यही करते है तो जो नए मार्केटर ने सोचा था कि उत्पाद की पेशकश करके 9 रुपए प्रति यूनिट वह कुछ उदाहरण 20 फीसदी बाजार के लिए होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मौजूदा कंपनियों के ग्राहक मौजूदा कंपनियों के साथ हैं क्योंकि मौजूदा खिलाड़ियों की कीमत भी 9 रुपये पर आ जाते है इसलिए बाजार में हिस्सेदारी का अनुमान लगाने के तुरंत बाद 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को मौजूदा खिलाड़ियों से छीनने की कोशिश की पर अब नया खिलाड़ी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है और जब आपका बाजार केवल 2 प्रतिशत 1 प्रतिशत या 3 प्रतिशत है तो आपके 20 प्रतिशत के मानक अनुमान के मुकाबले आप कितने बड़े या आपके लिए ताकत हो सकते हैं आपको अपने मूल्य निर्धारण प्रणाली को संशोधित करना होगा फिर आपको इसे सक्षम करना होगा जहां हम कुल लागत तय लागत और परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और कुछ लाभ जोड़ते हैं और जब यह हो जाता है फिर अन्य खिलाड़ी भी कीमत की जांच कर सकते हैं और कीमत 15 रुपये नहीं हो सकती है क्योंकि बाजार में नए खिलाड़ी का प्रवेश हो चुका है और आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा उसके कारण उत्पाद को फिर से 15 रुपये प्रति यूनिट पर बेचना संभव नहीं हो सकता है वर्तमान में अगर यह 12 रुपये प्रति यूनिट तक भी नीचे आता है तब भी आप 2 रुपये का लाभ कमा रहे हैं उनका लाभ 5 रुपये प्रति यूनिट से घटकर 2 रुपये प्रति यूनिट हो गया है लेकिन फिर भी आप एक लाभदायक संगठन हैं और यह समय बीतने को बढ़ाया जा सकता है सभी खिलाड़ी और इसे बढ़ाना शुरू करते हैं मौजूदा खिलाड़ी भी इसे बढ़ा सकते हैं और ले सकते हैं और वे पुराने मूल्य निर्धारण प्रणाली में वापस आ जाते हैं इसलिए इस स्थिति में उदाहरण के लिए अगर सीमांत लागत प्रणाली नहीं है तो हम तुरंत मर चुके हैं हम उनकी प्रतिस्पर्धा से लड़ने और बाजार में टिकने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि हम यहां देखेंगे हमारे उत्पादन की कुल लागत 10 रुपये है उनकी बिक्री की कीमत 9 रुपये है इसलिए हम कुल लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं यहां तक कि अतीत में होने वाले बाजार में जाने के लिए लाभ की बात करने के लिए लागत में 1 रुपये का नुकसान हुआ है उदाहरण के लिए मैं आपको भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उदाहरण दे रहा हूं इस आर्थिक उदारीकरण से पहले हमारे पास कई भारतीय कंपनियां थीं जो हमारे लिए रंगीन टीवी या शायद हमारे लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाती थीं क्योंकि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अनुमति नहीं थी उन्हें भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी आप इसे सैमसंग एलजी या सोनी इन तीन बड़ी कंपनी कहते हैं दो कोरियाई कंपनियां और एक जापानी कंपनी इसलिए जब वे बाजार में थे तो उन्हें बाजार में कई अन्य कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री करने की अनुमति नहीं होती है शायद आज आप टीवी रेफ्रिजरेटर और आपके अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वही है जो वे निर्माण कर रहे थे और उत्पादन की लागत भी घरेलू मार्केटर के सामान ही था इसलिए वे उत्पादन की उसी लागत को चार्ज करते थे जो आज के मूल्य निर्धारण की तुलना में उस समय बहुत अधिक था ओनिडा वीडियोकॉन जैसी एक कंपनी थी जिनकी बहुत बड़ी और बाजार हिस्सेदारी थी और उनके उत्पाद को मालिक के लिए एक गौरव माना जाता था ये दोनों कंपनियां अब अस्तित्व में नहीं हैं जब बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनी बाजार में आयी थी भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद सैमसंग एलजी और सोनी ने बाजार में प्रवेश किया वे उस समय के सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों के साथ और उस समय जो हम खरीद रहे थे उस पर बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ बाहर आए इन भारतीय कंपनियों द्वारा एक ग्राहक के रूप में हमारा शोषण किया जा रहा था हमारे पास निर्माता के लिए शर्तों का पता लगाने की शक्ति होनी चाहिए न कि वे भावनाओं का शोषण कर रहे थे और जो चार्ज कर रहे थे वे उन उत्पादों या सेवाओं के लिए बहुत अधिक मूल्य था जो वे हमें बेच रहे थे और जब ये मौजूदा भारतीय कंपनियां जब उन्होंने यह भी पाया कि हम इन तीन दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा नहीं पाएंगे तो क्या हुआ धीरे धीरे और लगातार इस कंपनी ने बाजार से गायब होना शुरू कर दिया कई ब्रांड नाम वेस्टर्न टेक्सला डायलोरा सलोरा बाल्टेक आदि कई ब्रांड बाजार में थे वे सभी बाजार से बाहर चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि इस प्रतियोगिता के लिए प्रयास करने और लड़ने में सक्षम नहीं होंगे वीडियोकॉन ओनिडा वे कुछ समय के लिए बाजार में बने रहने के लिए बाजार में प्रयास करने की कोशिश करते हैं और आज बाजार में भी हैं लेकिन बाजार में हिस्सेदारी इतनी कम है कि ज्यादातर वे घाटे में चल रही कंपनियों को बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे इस तीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे इसलिए आपने यह देखा है कि सीमांत लागत प्रणाली की परिवर्तनीय लागत प्रणाली का अनुसरण करके भी भारतीय कंपनियों द्वारा मौजूदा या बाकी टीवी के उत्पादन की लागत इतनी अधिक थी कि बहुराष्ट्रीय के उत्पादन की लागत के साथ मेल खाना संभव नहीं था दिग्गज इसलिए उन्होंने बाजार छोड़ दिया वे बाजार से बाहर चले गए यह एक प्रसिद्ध हॉवर्ड प्रोफेसर माइकल पोर्टर है उनका कहना है कि यदि बाजार की गतिशीलता बदल जाती है और नई प्रतिस्पर्धा बाजार में आती है और आपको लगता है कि आपके लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा खोजना संभव नहीं है तो शटर को नीचे खींचना बेहतर होगा अपना व्यवसाय बदले और व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों उत्पादन या सेवा क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाएँ यदि आप उसी मे उलझे रहते है और आप अपना समय और संग्रह पैसा बर्बाद कर रहे होंगे और अंततः आप बाजार से बाहर हो जाएंगे क्योंकि कुछ मामले में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बाजार में बने रहने के लिए प्रयास करते हैं जहां वे कुछ मामलों में हैं व्यवसाय को बंद करना पसंद करते हैं और बाजार से बाहर चले जाते हैं और फिर उस प्रतियोगिता से कोई मतलब नहीं है जो वे करने में सक्षम नहीं हैं मैं भारत में कोल्ड ड्रिंक्स उद्योग के बारे में बात करने के लिए एक और दिलचस्प उदाहरण दूँगा आप जानते हैं कि मोटे तौर पर लगभग 100 फीसदी बाजार दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों कोका कोला और पेप्सी के हाथों में है भारतीय बाजार में इन दोनों कंपनियों के प्रवेश से पहले शीतल पेय बाजार को काफी हद तक पारले इंडस्ट्रीज द्वारा नियंत्रित किया गया था इन सभी कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण पारले कर रहे थे और वे बाजार में बेच रहे थे जब कोका कोला बाजार में आया और कोका कोला ने कीमत की पेशकश की तो पार्ले हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे तो बेहतर होगा कि आप हमारे लिए व्यापार बेच दें और आप बाजार की स्थिति से बाहर निकल जाएं पार्ले कुल बाजार की गतिशीलता और कुल बाजार की स्थिति का विश्लेषण करते हैं और उन्होंने इसे सोचा खैर हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम उस विशालकाय से लड़ें जिसकी उपस्थिति भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में है हम केवल भारत में हैं लेकिन वे दुनिया के कई देशों में हैं अगर उन्हें भारत खंड में उत्पाद बेचना भी पड़ता है तो वे उस खंड को दूसरे देशों के बाजारों से अच्छा बना पाएंगे तो क्यों दीवार के खिलाफ अपने सिर को मारना जारी रखें व्यवसाय को बेचने या अपने ऑपरेशन के क्षेत्र को बंद करने और बदलने के लिए बेहतर है उन्होंने कोका कोला को अपना सॉफ्ट ड्रिंक का कारोबार बेच दिया कोका कोला ने पार्ले से कुल सॉफ्ट ड्रिंक का कारोबार हासिल किया और आखिरकार अब दोनों कंपनियां बाजार कोक और पेप्सी बाजार में हैं क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय दिग्गज या वैश्विक दिग्गज हैं वित्तीय शक्ति है वह नवान्वेषक है उनके उत्पाद की गुणवत्ता और अन्य चीजें इतनी अलग और इतनी ऊंची इतनी बेहतर हैं कि आप बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं तो इस स्थिति का मतलब है कि आपको अंतिम खाई बनाना होगा यदि आप इसे बदलना चाहते हैं क्योंकि परिवर्तन बाजार की गतिशीलता के कारण आप ऐसा कर सकते हैं आपको इस बारे में सोचना होगा कि अब बाजार बदल गया है हम पूरी लागत के साथ साथ अब लाभ भी नहीं पा सकते हैं केवल अपनी मृत्यु से मरने के बजाय हमें अंतिम खाई बनाने का प्रयास करना चाहिए आइए देखते हैं हमारा नया प्रतियोगी या ताकतवर खिलाड़ी कब तक बाजार में टिकता है कुल लागत परिवर्तनीय और निश्चित लागत प्लस लाभ को कवर करने के बजाए सांख्यिकीय परिवर्तक लागत प्रणाली का उपयोग करें जो सोचता है कि बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम मूल्य क्या है इस मामले में यह 9 रुपए है आपकी लागत परिवर्तनीय लागत 8 रुपये और फिर भी आप निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत तक वसूल करने में सक्षम हैं अगर आप उत्पादन के लिए नहीं जाते हैं तो यदि आप उत्पादन बंद कर देते हैं तो आपकी निर्धारित लागत पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और आप इसे केवल रद्दी मूल्य से ज्यादा नहीं वसूल पाएंगे लाभ बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्या लगता है कि यह प्रतियोगिता एक कम अवधि की है उदाहरण के लिए एयरटेल भी इस तरह फिट है कि एयरटेल अब बहुत महत्वपूर्ण मुनाफा नहीं कमा रहा है क्योंकि वे अतीत में बना रहे थे Airtel बाज़ार में पहला कंपनी है जिसने Jio और अन्य दो कंपनी से बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया है यहाँ तक कि वोडाफोन भी यूके बेस्ड कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी और Idea की भी बाज़ार में बहुत अच्छी मौजूदगी है उन्हें हाथ मिला लिया था लेकिन वे दोनों इन तीन कंपनियों के बारे में निश्चित थे कि एक दिन Jio को अपनी सेवाओं में मूल्य निर्धारण शुरू करना होगा और दूसरी बात यह है कि जब वे सेवाओं में मूल्य लगाना शुरू करेंगे तो उन्हें जो नुकसान हुआ है उसे वसूलना होगा जो सेवा को निःशुल्क वितरित करते समय किया जाता है इसलिए वे कीमत को बढ़ाएंगे और फिर जिस पल वे कीमत को बढ़ाएंगे हम कीमत को भी बढ़ाएंगे और आज हम एक स्तर का खेल में नहीं है जहां सभी चार कंपनियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और उनके पास बड़े पैमाने पर बाजार हिस्सेदारी है तो उन्हें बाजार की उस स्थिति की उम्मीद है जहा वे बाजार में प्रतिस्पर्धा का प्रयास कर रहे हैं और Jio अभी भी बाजार में सबसे सस्ता सेवा प्रदाता है कई लोग मौजूदा कंपनियों से Jio और अन्य कंपनियों में स्थानांतरित हो गए हैं वे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं लेकिन यह संभव है कि वे परिवर्तनीय लागत के आधार पर अपनी सेवाओं का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं और निर्धारित लागत का केवल हिस्सा वसूल कर रहे हैं यह संभव हो सकता है कि एयरटेल एक बढ़ा नुकसान हुआ है यह संभव हो सकता है कि आइडिया और वोडाफोन का संयुक्त उद्यम नुकसान में है वे मुनाफा नहीं कमा सकते हैं लेकिन वे जान रहे हैं कि अगर हम लोगों को नवीन सेवाओं की पेशकश जारी रखते हैं हमारे ग्राहक आधार में सुधार होगा और वे सेवाओं की इस गुणवत्ता पर भी सुधार करेंगे और यह संभव हो सकता है कि जिन ग्राहकों ने अतीत में हमारे ग्राहक सेवा से तुरंत स्थानांतरित कर दिया है अगर वहाँ Jio में शिफ्ट हो गए तो उन्हें वापस आने के लिए और हमारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा लेकिन फिर भी इन तीन कंपनियों के लिए यह बहुत मुश्किल स्थिति नहीं है ताकि बाजार में निरंतरता बनी रहे और अब वे अपने बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे है विशेष रूप से उदारीकरण से पहले और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद मामलों की संख्या मैं आपको स्टील सेक्टर के बारे में बता सकता हूं वहां भी यही स्थिति थी केवल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देश का एकमात्र स्टील प्रदाता था लेकिन इस उदारीकरण के बाद जब जिंदल बाजार में आया या यह एसआर बाजार में आया या लॉयड्स इस्पात उत्पादों के साथ बाजार में आए तो लोगों को बहुत ही प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बेहतर विकल्प मिलते हैं इसलिए बिक्री कंपनी एक तलाश कंपनी बन जाती है और आज बाजार में कंपनी के निर्वाह के लिए बिक्री कम हो रही है यह सब बदलाव बाजार की गतिशीलता के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बदलने और शटर को नीचे खींचने से पहले हुआ है आप सीमांत लागत या सीमांत लागत प्रणाली का उपयोग करके अंतिम प्रयास कर सकते हैं कि भविष्य में स्थिति में सुधार होगा और फिर हम अपनी कुल लागत निश्चित प्लस परिवर्तनीय लागत के साथ कुछ लाभ या कि जोड़कर इसे ठीक करना शुरू कर देंगे तो अब आइए समझते हैं कि सीमांत लागत प्रणाली क्या है और हमें इससे क्या मतलब है उत्पादन में वृद्धि के कारण सीमांत लागत का मतलब लागत में बहुत कम वृद्धि है यदि आपके पास उत्पादन की निश्चित मात्रा है और आप एक इकाई की वृद्धि करते हैं तो वह कारण जो उत्पादन में वृद्धि के कारण को एक इकाई से बढ़ाता है जिसे सीमांत लागत कहा जाता है जिसे आप इसे परिवर्तनीय लागतवेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं अतः सीमांत लागत उत्पादन की किसी भी मात्रा में वह राशि है जिसके द्वारा कुल लागत में परिवर्तन किया जाता है यदि उत्पादन की मात्रा एक इकाई से भी बढ़ाई या घटाई जाती है और सीमांत लागत विभेदकों द्वारा निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत का अंतर और कुल उत्पादन में परिवर्तन करके निर्धारित आय के लाभ पर प्रभाव की एक तकनीक है यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप परिवर्तनीय लागत और निर्धारित लागत के आधार पर उत्पादों की लागत लेते हैं लेकिन अलग अलग कुल लागत प्रणाली की तरह नहीं होती है जहाँ आप कुल लागत को ध्यान में रखते हैं तो आइए समझते हैं कि सीमांत लागत की परिभाषा क्या है आउटपुट के किसी भी मात्रा में राशि जिसके द्वारा कुल लागत को बदल दिया जाता है यदि उत्पादन की मात्रा एक इकाई से बढ़ जाती है या घट जाती है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है उदाहरण के लिए हम वर्तमान में कितना उत्पादन कर रहे हैं 30000 यूनिट है हम वर्तमान में 30000 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं हमारी निर्धारित लागत हमारी उत्पादन लागत 150000 है और हमारी परिवर्तनीय लागत 10 रुपये प्रति यूनिट है परिवर्तनीय लागत 10 रुपये प्रति यूनिट है तो अब आप यहां लागत की गणना करते हैं उत्पादन की कुल लागत की गणना करने के लिए यदि आप उत्पादन की कुल लागत की गणना करते हैं तो परिवर्तनीय लागत क्या है आप गणना करते हैं कि परिवर्तनीय लागत क्या है 30000 में 10 कितनी होगी 300000 रुपये और निश्चित लागत पर अगर आप इसमें निर्धारित लागत जोड़ते हैं जो कि फिक्स रहेगी यानी 150000 यहाँ कुल लागत की कुल लागत क्या है 450000 उत्पादन की कुल लागत है जो कि 3 लाख है और 150000 उत्पादन की कुल लागत 450000 रुपये है अब सीमांत लागत क्या है यह एक लागत है जो उत्पादन में वृद्धि या कमी से घटकर एक इकाई हो जाती है अब हम क्या करते हैं क्या हम उत्पादन को एक इकाई से बढ़ाते हैं अब हम पहले कितनी उत्पादन कर रहे हैं कितनी यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं 30000 अब हम कितना उत्पादन कर रहे हैं यह 30001 है यह कुल संख्या है और इस इकाई में 1 की वृद्धि हुई है अब आप पूरे लागत प्रणाली को फिर से तैयार करते हैं अब आप पूरी प्रक्रिया प्रणाली को कसरत कर रहे हैं अब परिवर्तनीय लागत क्या है परिवर्तनीय लागत होने जा रही है कि यह 300010 कितना है यह परिवर्तनशील लागत है अब जो एक निश्चित लागत है वही 150000 है तो अब कुल लागत क्या है कुल लागत रुपये 450010 है जो पहले लागत थी यह 4 50000 था अब लागत क्या है 450010 रुपये है इसलिए एक इकाई द्वारा उत्पादन में वृद्धि के कारण यह 10 रुपये लागत बढ़ गई है पहले हम 30000 का उत्पादन कर रहे थे अब आप 30001 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं और इस वजह से आपकी निश्चित लागत तय की गई है 150000 आपकी परिवर्तनीय लागत केवल 3 लाख से 3 लाख और 10 रुपये में बदल गई है और कुल लागत बन गई है जो लागत में वृद्धि के लिए 450010 रुपये है लागत में यह वृद्धि जो लिखी गई है क्योंकि कोई भी कारण लागत में वृद्धि है किसी भी कारण से है यदि आप लागत में इस वृद्धि को देखते हैं तो आउटपुट की किसी भी मात्रा की मात्रा है जिसके द्वारा कुल लागत में परिवर्तन होता है यदि उत्पादन की मात्रा एक इकाई से भी बढ़ जाती है या घट जाती है यही हमने किया है जब हम उत्पादन की मात्रा को एक इकाई बढ़ाते हैं तो आपने देखा है कि उत्पादन की कुल लागत में परिवर्तन होता है लेकिन केवल परिवर्तनीय लागत की राशि से और निर्धारित लागत की राशि से नहीं निश्चित लागत वही बनी हुई है केवल परिवर्तनशील लागत ही बदलती है तो यह सीमांत लागत के बारे में जानने की शुरुआत है तो लागत में वृद्धि करने वाले इस 10 रुपये को सीमांत लागत कहा जाता है यह सीमांत लागत है और इसका कारण परिवर्तनीय लागत में वृद्धि है इसलिए परिवर्तनशील लागत तब होती है यदि आप परिवर्तनशील लागत के साथ उत्पादन के लिए जाते हैं तो उसके अनुसार यदि आप परिवर्तनशील लागत के उत्पादन के लिए नहीं जाते हैं तो यह शून्य है लेकिन निश्चित लागत चाहे आप उत्पादन के लिए जाएं या आप उत्पादन के लिए न जाएं आपको एक निश्चित लागत का भुगतान करना होगा तो वह लागत जो उत्पादन में वृद्धि या घटने से प्रभावित हो रही है जो परिवर्तनीय लागत है इसलिए कभी कभी जब बाजार से कुल लागत को पुनर्प्राप्त करना संभव नहीं होता है तो बाजार की गतिशीलता में कुछ परिवर्तनों के कारण अब आप अपनी लागत रणनीति को बदलते हैं कुल लागत प्रणाली से लेकर सीमांत लागत प्रणाली तक लागत तकनीक और फिर आपको लगता है कि पहले मैं निश्चित लागत की तुलना में परिवर्तनीय लागत की वसूली करना चाहता हूं और फिर मैं लाभ के बारे में बात करुंगा इसलिए यदि आप निर्धारित लागत और मुनाफ़े को कम करने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त करने और बाजार में बने रहने की कोशिश करें और प्रतिस्पर्धा से जूझें ताकि सीमांत लागत तकनीक और इसके अलावा तकनीक की शुरुआत की चर्चा हो और यह तकनीक कैसे काम करेगी जिसे आप अलग अलग कह सकते हैं वह सीमांत लागत का एक घटक है यह सब मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद